स्वागत है आज हम इंजीनियरिंग में व्यावसायिक अभ्यास पर चर्चा करने जा रहे हैं इस सत्र में कई घटकों पर ध्यान देने की कोशिश करेंगे जैसे कि व्यवसाय क्या होता है इंजीनियरिंग एक व्यवसाय कैसे है और इसके बाद क्या की चीजें तो आइए हम इस मॉड्यूल के चर्चा की रूपरेखा देखें तो यह मॉड्यूल परिभाषित करेगा कि एक व्यवसाय क्या होता है एक व्यवसाय की विशेषताएं एक व्यवसाय के रूप में इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग और अन्य व्यवसायों में अंतर नैतिक दुविधा नैतिक संहिता नैतिक संहिता में क्या नहीं है नैतिक संहिता की अनिवार्यता और संहिता का दुरुपयोग आदि भारत में इंजीनियरों के लिए नैतिक संहिता चर्चा के लिए नैतिक सापेक्षतावाद मामले इसलिए हम इस पूरे मॉड्यूल में इन पर एक एक करके चर्चा करेंगे और हम शुरुआत करेंगे व्यवसाय की परिभाषा के साथ बार बार हम उल्लेख कर रहे हैं कि इंजीनियरिंग एक व्यवसाय है तो आइए हम पहले यह परिभाषित करें कि एक पेशा क्या होता है पेशा वह व्यवसाय हैं जिसमे उन्नत अध्ययन और ज्ञान में महारत दोनों की आवश्यकता होती है यहाँ पर ज्ञान में महारत शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ दूसरों के पहलुओं को समझने बढ़ावा देने सुनिश्चित करने और सुरक्षित करने का कार्य करना है इसलिए यदि हम परिभाषित करते हैं कि पेशा क्या है तो इसके तीन महत्वपूर्ण पहलू हैं जैसे कि इसमें किसी सामान्य क्षेत्र का ज्ञान नहीं बल्कि उन्नत अध्ययन और निपुणता की आवश्यकता होती है यहाँ दूसरों का पहलू को समझने बढ़ावा देने सुनिश्चित करने और सुरक्षित रखना ही एक पेशे को परिभाषित करने में तीन महत्वपूर्ण प्रमुख बिंदु हैं अब जब हम इस बारे में चर्चा करते हैं कि किसी पेशे की विशेषताएं क्या हैं तो पहली विशेषता यह है कि इसमें परिष्कृत कौशल निर्णय का उपयोग और विवेक का प्रयोग की आवश्यकता है हम इस परिभाषा के खत्म होने के बाद निर्णय और विवेक पर चर्चा करेंगे और उसके बाद आगे बढेंगे इसके अलावा काम नियमित नहीं है और मशीनीकृत होने में भी सक्षम नहीं है तो यहाँ आप समझ ही गए होंगे कि समस्याओं के बारे में निर्णय लेने लेने के लिए यहाँ काफी हद तक विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है जो आप एक पेशेवर होने के नाते हल कर रहे हैं तो काम जिसमें परिष्कृत कौशल निर्णय का उपयोग और निर्णय का विवेकपूर्ण उपयोग और विवेक का उपयोग और यह भी कि काम की प्रकृति दिनचर्या जैसी भी नहीं है और यह यंत्रीकृत होने में भी सक्षम नहीं है नंबर दो इस पेशे में सदस्यता के लिए व्यापक औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता होती है न कि सरल व्यावहारिक प्रशिक्षण या शिक्षुता की मतलब आप किसी विशेष क्षेत्र में पेशेवर बनने की अर्हता प्राप्त करने के लिए आपके पास कार्यक्षेत्र में निपुणता और कार्यक्षेत्र का उन्नत ज्ञान होना चाहिए न कि सरल व्यावहारिक प्रशिक्षण या अप्रेंटिसशिप आपको एक पेशेवर बनने की अर्हता प्रदान करता है फिर जनता विशेष सोसाइटी या संगठनों को जो पेशे के सदस्यों द्वारा नियंत्रित होती है उसे पेशे में प्रवेश के लिए मानक निर्धारित करने और सदस्यों के लिए आचरण के मानक निर्धारित करने और इन मानकों को लागू कराने की अनुमति देती है इसीलिये प्रत्येक पेशेवर निकाय पेशे में प्रवेश के लिए मानक जिसका पालन करने के बाद ही पेशे में प्रवेश दिया जाएगा उस पेशे के सदस्यों के लिए आचरण के निर्धारित नियम क्या हैं और उन मानकों को कैसे लागू किया जाए ये सभी चीजे निर्धारित करता है और नंबर चार पेशे में अच्छे अभ्यास से जनता के लिए महत्वपूर्ण सार्वजनिक परिणाम मिलते हैं जो कि दूसरों के कल्याण में उपयोग हो रहा है अब जैसा कि हमने पहले बताया था कि हम इस बारे में चर्चा करेंगे कि निर्णय और विवेक क्या होते है तो आइए हम देखते हैं कि ये दोनों बातें क्या होती हैं इसलिए निर्णय आवश्यक है इसलिए एक पेशे के फैसले में औपचारिक प्रशिक्षण और अनुभव के आधार पर महत्वपूर्ण निर्णय लेने का उल्लेख है इसलिए आपके अनुभव और औपचारिक प्रशिक्षण के आधार पर आपको वह विशेषज्ञता मिलती है जो आपको एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मदद करती है और जिसके आधार पर आपको निर्णय लेने मे विशेषज्ञता मिलती हैं सामान्य तौर पर निर्णय लोगों के जीवन पर गंभीर प्रभाव डालेंगे और बड़ी राशि के खर्च के संबंध मे महत्वपूर्ण निहितार्थ पेश करेगा इसलिए जो महत्वपूर्ण निर्णय हैं और जिनका लोगों के जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है और इसलिए आप इस प्रकार के निर्णयों के बारे में अपने निर्णय करना चाहते हैं विवेक में शामिल है ग्राहकों और रोगियों के बारे में जानकारी गोपनीय रखते हुए कर्तव्यों का प्रदर्शन अलग होना यह गोपनीयता इंजीनियरिंग के लिए बहुत आवश्यक है एक भरोसेमंद रिश्ते के लिए अतिआवश्यक है और यह इस पेशे की पहचान है एक पेशे की विशेषताओं में सेवाओं के बदले पेशेवर द्वारा प्राप्त भुगतान का उल्लेख नहीं किया गया है हालांकि अधिकांश पेशेवरों को अपेक्षाकृत अच्छा भुगतान मिलता हैं पर उच्च वेतन एक पेशेवर की हैसियत नहीं दर्शाता है इसलिए प्राप्त भुगतान कभी भी आपको कोई विशेष निर्णय लेने के लिए आपकी योग्यता को निर्धारित नहीं करता है तथा अन्य लोग जो जानकारी आपके साथ साझा करते है उस जानकारी की गोपनीयता और विश्वसनीयता के बारे में आपकी समझदारी दिखाना इन दोनों बांतों की महत्ता और योग्यता आपके पेशे के महत्व को निर्धारित करती है इसीलिये इन बातों से सामने वेतन बहुत ही गौण है भलाई और पेशा कैसे जुड़ा हुआ व्यवसायियों पर एक नैतिक मांग भी होती है दूसरों के कल्याण को बढ़ाने के लिए कुछ अन्य पहलुओं और ज्ञान की जटिलता की जानकारी और उन्हें एकीकृत करने की जानकारी भी जरूरी है इसलिए पेशे की "नैतिक मांगों" क्रिया की तरह जटिल है और जो आपको बताना होता है कि वो निर्णय क्यों ले रहे हैं व्यावसायिक अभ्यास कर कोई ख़ास परिणाम प्राप्त करने के लिए इसलिए कोई विशेष ज्ञान और कौशल प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं है विशेष रूप से किसी पेशे के लिए लेकिन एक पेशेवर के रूप में कहलाये जाने के लिए आपको कुछ निश्चित परिणाम प्राप्त करने होते है और उसके आपको उस ज्ञान को लागू करने की आवश्यकता होती है और ये परिणाम निश्चित रूप से दूसरों की भलाई ही होती है इसके बाद एक व्यवसाय को एक पेशा होने के लिए आवश्यकता होती है कि वह अंत में मानव कल्याण के पहलुओं दे अन्य विषयों जैसे गणित या दर्शन से इतर को स्पष्ट रूप से इस पेशे की आचार संहिता को मानव कल्याण के लिए तैयार किया जाता है इसलिए जब आचार संहिता का अर्थ होता है कि आप क्या करने वाले हैं आपकी प्राथमिक ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं और आप अपने ज्ञान को दूसरे लोगों के कल्याण के लिए कैसे लागू करेंगे ऐसे दिशानिर्देश जो किसी एक खाके में उपलब्ध होते है और जो मानव कल्याण के पहलुओं को सुनिश्चित करते हैं आचार संहिता कहलाती हैं अब तक हम हम चर्चा कर रहे थे कि पेशा क्या है अब हम यह चर्चा करने जा रहे हैं कि इंजीनियरिंग एक पेशा कैसे है इसलिए जब आप मैप करने की कोशिश करते हैं तो हम पाते हैं कि इंजीनियरिंग को व्यापक कौशल की आवश्यकता होती है अन्यथा जैसे अगर इसकी आवश्यकता नहीं होती है तो आप इसमें इतना समय क्यों खर्च करते अपनी इंजीनियरिंग में नौकरी शुरू करने से पहले कॉलेज में लगभग चार साल का समय क्यों व्यतीत करते इंजीनियरिंग डिजाइन का सार निर्णय है किसी विशिष्ट उद्देश्य तक पहुंचने के लिए उपलब्ध सामग्री घटकों और उपकरणों का उपयोग कैसे करें विवेक भी इंजीनियरिंग में एक सीमित हिस्सा है क्योंकि इंजीनियरों को अपने नियोक्ताओं या ग्राहकों की बौद्धिक संपदा और व्यावसायिक जानकारी को गोपनीय रखना आवश्यक है क्योंकि इंजीनियर वे व्यक्ति हैं जो प्रक्रिया और डिजाइन में शामिल हैं और उन्हें नियोक्ताओं और ग्राहकों के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बनाए रखने के लिए इसके लिए उन्हें बहुत विवेक की आवश्यकता होती है इसलिए हम यहां पाते हैं कि इंजीनियरिंग को एक ऐसे पेशा इसीलिए माना जाता है क्योंकि इसमें व्यापक और परिष्कृत कौशल की आवश्यकता होती है और इसमें निर्णय और विवेक भी शामिल होते हैं इसके अलावा इंजीनियरिंग के लिए व्यापक औपचारिक प्रशिक्षण की भी आवश्यकता होती है इंजीनियरिंग कार्यक्रम में स्नातक की डिग्री के लिए चार साल का स्नातक प्रशिक्षण आवश्यक है इसके बाद एक अनुभवी इंजीनियर की देखरेख में काम किया जाता है कई इंजीनियरिंग नौकरियों के लिए स्नातक की डिग्री के बाद की उन्नत शिक्षा की भी आवश्यकता होती है इसके अलावा जो हम देखते हैं कि इंजीनियर का काम संचार प्रणाली परिवहन ऊर्जा संसाधन चिकित्सा निदान और उपचार उपकरण प्रदान करके जनता की अच्छी सेवा करता है इसलिए इन इंजीनियरिंग विधाओं से विकसित होने वाले उत्पादों को संचार प्रणाली परिवहन ऊर्जा संसाधन चिकित्सा उपचार नैदानिक उपकरण जैसी सेवाएं प्रदान करके जनता की भलाई के लिए निर्देशित किया जाता है जिसमे उपरोक्त तो केवल कुछ ही नाम हैं इसलिए उन्नत ज्ञान निर्णय और विवेक रखने के गुणों से परे इंजीनियरिंग को औपचारिक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है क्योंकि उसे जनता के लिए अच्छा काम करना होता है और इसलिए इंजीनियरिंग एक पेशा होने के योग्य है अब चूंकि यह अब पेशे होने के लिए आवश्यक सभी पांच महत्वपूर्ण मापदंडों को पूरा करता है इंजीनियरिंग एक पेशा है इसके अलावा और भी अन्य पेशे हैं हमें एक पेशे और अन्य व्यवसायों से इंजीनियरिंग के बीच अंतर करने की आवश्यकता है इसलिए अब हम देखते हैं कि क्या पेशे के रूप में इंजीनियरिंग के लिए ऐसी कोई विशेष आवश्यकताएं या कोई विशेष चुनौतियां भी होतीं हैंजो अन्य किसी व्यवसायों में नहीं होती हैं हालांकि हमने सिर्फ यह उल्लेख किया है कि इंजीनियरिंग एक पेशा है यहाँ पर एक महत्वपूर्ण अंतर यह है जिस पर ध्यान देना दिया जाना चाहिए कि इंजीनियरिंग मे अभ्यास कैसे किया जाता है और कानून या चिकित्सा जैसे अन्य व्यवसायों मे अभ्यास कैसे किया जाता है जैसे वकीलों की तरह जो कि आम तौर पर एक स्व नियोजित स्वतंत्र व्यवसाय है या अन्य वकीलों के साथ एक बड़े समूह कार्य करना या अपेक्षाकृत कुछ अन्य के जैसे जो किसी बड़े संगठन या निगम मे कार्यरत हैं हाल ही में चिकित्सकों की भी यही प्रवृत्ति थी कि वे भी एक स्व नियोजित स्वतंत्र व्यवसाय करते थे हालांकि पिछले एक दशक से प्रबंधित देखभाल और एचएमओ की ओर तेजी के रुझान के कारण कई चिकित्सक निजी अभ्यास के बजाय बड़े निगम के लिए काम करते हैं इंजीनियरों का प्रशिक्षण चिकित्सकों या वकीलों के बजाय बिलकुल अलग है अंत में चिकित्सकों या वकीलों की तुलना मे इंजीनियरिंग में सामाजिक कद भी नहीं है जैसा कि कानून और चिकित्सा में आम तौर पर क्या होता है इंजीनियर यदि आप शायद वेतन संरचना द्वारा जा रहे हैं हालांकि यह बदल रहा है कि डॉक्टरों के रूप में अत्यधिक भुगतान नहीं किया जाता है चूंकि यह एक पेशा होने के लिए सभी महत्वपूर्ण पांच मानदंडों को पूरा करता है इसीलिए इंजीनियरिंग भी एक पेशा है परंतु हमेशा मौद्रिक स्थिति ही एक पेशे की हैसियत को परिभाषित नहीं करती है इंजीनियरिंग में निर्णय और विवेक की बहुत आवश्यकता होती है और साथ ही आपके विशेष ज्ञान के उपयोग के कारण ही इंजीनियरिंग बहुत महत्वपूर्ण पेशा है और इसके साथ ही इंजीनियर चिकित्सकों और वकीलों की तुलना मे बहुत अलग तरीके से अपने पेशे का अभ्यास करते हैं क्योंकि आमतौर पर चिकित्सक और वकील स्वतंत्र रूप से अभ्यास करते हैं लेकिन इंजीनियरों को आमतौर पर नियोजित किया जाता है देखा जाए तो अधिकांश इंजीनियर स्व नियोजित नहीं हैं और ज्यादातर बड़ी कंपनियों का हिस्सा है जिनमे कई अलग अलग प्रकार के काम होते हैं जिनमे लेखा विपणन विशेषज्ञ और कम कुशल विनिर्माण कर्मचारियों की व्यापक संख्या शामिल होती है चूंकि इंजीनियर एक बड़े निगम या एक ऐसे संगठन का हिस्सा होते हैं जहां उन्हें दिन रात और कई दिन बाहर भी रहना पड़ता है और इसलिए उनकी अन्य व्यवसायों के लोगों के साथ भी बातचीत होती रहती है और उनके साथ तालमेल बिठाना भी एक तरह की चुनौती ही होती है क्योंकि चिकित्सकों और वकीलों की तरह उनका अभ्यास एक ऐसे पेशेवर के रूप मे नहीं होता है लेकिन यह चिकित्सकों के अभ्यास का हिस्सा हैं क्योंकि एक अस्पताल प्रणाली मे उन्हें भी उसी चीज का पालन करना होता है जैसे विभिन्न व्यवसायों के लोगों के साथ बातचीत करना इस नियम का अपवाद सिविल इंजीनियर हैं जो आम तौर पर स्वतंत्र सलाहकारों के रूप में भी अभ्यास करते हैं सिविल इंजीनियर कई कानूनी फर्मों के समान या तो अपनी स्वयं की फर्म मे अन्य इंजीनियर फर्मों में आमतौर पर स्वतंत्र सलाहकारों का अभ्यास या कार्य करते हैं जब किसी बड़े निगम में कर्मचारियों को नियुक्त किया जाता है तो इंजीनियरों के प्रबंधन के संबंध वाले पदों को छोडकर अन्य प्रबंधकीय पदों पर इंजीनियर शायद ही होते हैं अब चूंकि वे एक बड़े निगम का हिस्सा होते हैं इसलिए नौकरी की शुरुआत में ही आप खुद को किसी प्रबंधकीय पद में प्रोन्नत होने की उम्मीद भी नहीं कर सकते इसलिए अपने कैरियर की शुरुआत में आप जो सबसे अच्छी उम्मीद कर सकते हैं वह है कि आप अन्य प्रबंधकों या अन्य इंजीनियरों के पर्यवेक्षक हो सकते हैं यद्यपि इंजीनियरों को शेष समाज की तुलना में अच्छा भुगतान किया जाता हैपर आम तौर वे चिकित्सकों और वकीलों की तुलना में कम मुआवजा लेते हैं इंजीनियरों और इंजीनियरिंग अभ्यास के पेशे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा नैतिक दुविधा से निपटना भी होता है क्योंकि इसमें कई हितधारक शामिल होते हैं अब चूंकि इंजीनियरिंग का कार्य प्रमुखतः बड़े पैमाने पर जनता के कल्याण पर केंद्रित होता है तो इस प्रक्रिया में कई नैतिक दुविधाएं हो सकती हैं और हमने इस पर बार बार चर्चा भी की है इसलिए यहाँ हम विस्तार यह बताने की कोशिश करेंगे कि नैतिक दुविधाएँ क्या हैं नैतिक या नीतिपरक दुविधाएं ऐसी स्थितियां हैं जिनमें नैतिक कारणों से आपस में टकराव होता हैं या जिनमें नैतिक मूल्यों के अनुप्रयोग अस्पष्ट होते हैं यह स्पष्ट नहीं होता है कि किस स्थिति मेँ क्या किया जाना चाहिए इसलिए अगर हम दो अलग -अलग नैतिक कारणों के कारण बीच फंसे हुए हैं या नैतिक मूल्यों को कैसे लागू किया जाए या यह स्पष्ट नहीं है कि जो परिणाम है आप प्राप्त करेंगे वह स्पष्ट नहीं है तो इन सारी स्थितियाँ मेँ नैतिक दुविधा हो सकती है इंजीनियरिंग में भी नैतिक दुविधाएं उत्पन्न होती हैं क्योंकि इनके नैतिक मूल्य कई और विविध प्रकार के होने के कारण ये प्रतिस्पर्धी दावे भी कर सकते हैं फिर भी नैतिक दुविधाओं में नैतिक तर्कों द्वारा कमजोर विकल्पों को छोड़ दिया जाता हैं और इसीलिए अंत में अपेक्षाकृत बहुत कम ही नैतिक विकल्प मिलते हैं और इनमें नैतिक मूल्यों को शामिल कर अंतिम निर्णय लिया जाता है चूंकि नैतिक विकल्पों का प्रतिशत बहुत कम होता हैं इसीलिए सही विकल्प का चुनाव करना भी सबसे महत्वपूर्ण हैं इसलिए जब आप नैतिक दुविधा की बात कर रहे हों और हम नैतिक विकल्पों की बात कर रहे हों तब निर्णय कैसे करें क्योंकि इस तरह की स्थिति मे कुछ पेशेवर पक्ष में और कुछ विपक्ष में होंगे तब इन मामलों में नैतिक दुविधाओं को हल करने के लिए नैतिकता के कोड हमारे लिए दिशानिर्देश होंगे अब हम यह समझने में ध्यान केंद्रित करेंगे कि नैतिकता के कोड क्या हैं नैतिकता के कोड को कैसे विकसित करना है और इन्हें स्पष्ट रूप से कैसे कहा जाना चाहिए जिससे जब हम दुविधा की स्थितियों में होते हैं तो ये एक दिशानिर्देश के रूप में हमें रास्ता दिखाने के लिए काम करता है तो आइए देखें कि "आचार संहिता" से क्या अभिप्राय है सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि ये पेशेवर संगठनों तक ही सीमित नहीं है ये निगमों में और विश्वविद्यालयों में भी हो सकता हैं नैतिकता का कोड इस बात का प्रतिनिधित्व करते हैं कि चीजें किस तरह से किया जाना चाहिए चीजों को करने का सही तरीका क्या है क्या किया जाना चाहिए और क्या टाला जाना चाहिए आदि ये कोड पेशे के सदस्यों के अधिकार कर्तव्यों और दायित्वों को व्यक्त करता है मुख्य रूप से आचार संहिता एक पेशे के लिए नैतिक निर्णय लेने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है इसलिए जब भी आप दुविधा की स्थिति में होते हैं और आपको निर्णय लेना हो और आप यह नहीं समझ पा रहे हैं कि इसके लिए किस दिशा में आगे बढ़ना है आचार संहिता आपके नैतिक निर्णय के लिए आपको रूपरेखा और दिशानिर्देश प्रदान करती है कोड नैतिक निर्णय लेने के लिए एक प्रारंभिक बिंदु का काम करता है इस प्रकार आचार संहिता पेशेवरों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को परिभाषित करता है तो क्या किया जाना चाहिए कैसे किया जाना चाहिए इस प्रकार की चीजों को किस तरह से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए इसका उल्लेख आचार संहिता में किया जाना चाहिए इससे पहले कि हम चर्चा के लिए आगे बढ़ें आइए इस बात हम ध्यान दें कि आचार संहिता क्या है यहाँ यह देखना भी महत्वपूर्ण है कि आचार संहिता क्या नहीं है यह केवल नैतिक व्यवहार के लिए एक नुस्खा नहीं है जैसा कि पहले कहा गया है यह केवल अच्छे नैतिक विकल्पों तक पहुंचने के लिए एक रूपरेखा है "आचार संहिता" ध्वनिमत से निर्णय का विकल्प नहीं है "आचार संहिता" कोई कानूनी दस्तावेज नहीं है और न ही नए नैतिक सिद्धांत आचार संहिता बनाती है यह केवल नियमों और विनियमों का समूह है उन चीजों का समूह है जो आपसे करने की अपेक्षा की जाती है या वे चीजें हैं जो आपसे अपेक्षित नहीं हैं इसके साथ ही अब हम आगे आचार संहिता की चर्चा करेंगे जो कि यह बताता है कि यह क्या है आचार संहिता नैतिक दुविधाओं को संबोधित करती है लेकिन पहले इसे वर्गीकृत करना बहुत महत्वपूर्ण है हम पाते हैं कि नैतिक दुविधाओं को दो व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है एक तरफ कई दुविधाओं के समाधान होते हैं जो सही या गलत हो सकते हैं सही का मतलब है कि कार्रवाई के दौरान जो अनिवार्य है और इस कार्रवाई को करने में विफल होने का मतलब है कि कार्रवाई अनैतिक है ज्यादातर उदाहरणों में आचार संहिता निर्दिष्ट करता है कि इसे स्पष्ट रूप से क्या चाहिए कानून का पालन करें इंजीनियरिंग मानकों का पालन करें रिश्वत की पेशकश को स्वीकार या लेने की पेशकश न करें और सच्चाई को गोपनीयता बनाए रखें आदि दूसरी ओर हम देखते है कि कुछ दुविधा के दो या अधिक संभावित समाधान हैं जिनमें से कोई भी अनिवार्य नहीं है लेकिन इनमें से एक को चुना जाना है अब ये समाधान कुछ मामलों में दूसरों की तुलना में बेहतर या बदतर भी हो सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं कि सभी मामलों में हो यह तो एक पसंद है कि आप किस विकल्प को चुनते हैं अब तक हमने दो प्रकार की नैतिक दुविधाओं और आचार संहिता क्या है इस बारे में चर्चा की है अब हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि आचार संहिता के विभिन्न पहलू क्या हैं हम समझते हैं कि आचार संहिता टकराव की स्थितियों को हल करने के लिए है अब हम आचार संहिता द्वारा निभाई गई भूमिका के बारे मे विस्तृत चर्चा करेंगे हम यहां पाते हैं 8 अलग अलग भूमिकाएं हैं जो आचार संहिता निभा सकती हैं पहला जनता की सेवा और सुरक्षा है दूसरा मार्गदर्शन प्रदान करना है तीसरा प्रेरणास्त्रोत चौथा साझा मानक स्थापित करना पाँचवाँ जिम्मेदार पेशेवर को सहायता देना छठा शिक्षा में योगदान देना सांतवा गलत काम न कराने वाला और आठवां एक पेशे की छवि को मजबूत करने वाला तो ये नैतिकता के आठ अलग अलग कोड हैं अगले व्याख्यान में हम इनमें से प्रत्येक आचार संहिता के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं हम उन मानकों की चर्चा करेंगे जिससे इंजीनियरिंग को एक पेशे के रूप में माना जाता है तथा इंजीनियरों के लिए भारत में प्रचलित आचार संहिता पर भी चर्चा करेंगे धन्यवाद